डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की उपस्थिति में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स II हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड और संबंधित राशियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं पिछली समस्या जो हमने हल की थी वह यह थी कि यदि मेरे पास एक इंफिनिटी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और इसमें एक चार्ज Q है तो मूल बिंदु पर Q को लेते हुए हमने पाया कि r पर V Vr140QKr के बराबर था Vr14π0QKr याद कीजिए हमें रो बाउंड b e4πQK rr2 प्राप्त हुआ था जिसे K 1KQ δ के रूप में लिखा जा सकता है यह ठीक वही है जो हमने पहले प्राप्त किए हुए हैं लेकिन अब हम इसे गणितीय रूप से इस डाइलेक्ट्रिक्स फील्ड के इस चार्ज के अनुरूप रेडियस R के डाइलेक्ट्रिक्स स्फीयर के लिए देखेंगे न कि इंफिनिटी डाइलेक्ट्रिक के लिए b e4πQKrr2 K 1KQδ मैं पिछले उदाहरण की कल्पना करते हुए पाता हूं कि इस परिस्थिति में यहां पर यह चार्ज Q है और इसके अतिरिक्त यहां पर एक बाउंड चार्ज Qb है जो कि K 1KQ के बराबर है और अब याद करें कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है इन चार्जेस के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड एक पोलराइजेशन Pउत्पन्न करता है और इस P का मान क्या है P e0E के बराबर होगा जो e04π0QKr2r के अलावा और कुछ नहीं है Qb K 1KQ Pe0Ee04π0QKr2r तो यह P यहां पर है और यह P क्या करेगा अगर मैं इसे रेडियस का एक स्फीयर बनाता हूं तो यह मुझे यहां एक सिग्मा या सरफेस चार्ज देगा जो कि P n है अर्थात P n तो आइए वह तस्वीर देखते हैं जो हमने इस स्थिति के लिए अभी तक कल्पना की है इस मामले में अभी तक जो परिस्थिति बनकर आ रही है उसमें एक परिमित आकार का डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है जिसमें चार्ज Q अंदर है यहां पर एक बाउंड चार्ज QB होगा यहां पर पॉजिटिव चार्ज P n होगा क्योंकि Pहर तरफ से बाहर निकल रहा है यदि आप यहां पर P के मान को प्लग करते हैं तो यह P nQK4R2 आता है P nQK4R2 तो नेट सरफेस चार्ज QK प्राप्त होता है यह बाउंड चार्ज के बिल्कुल विपरीत है जोकि इस केंद्र पर QK द्वारा दिया जाता है और इसलिए इन बाउंड चार्जेस के बाहर का प्रभाव कैंसिल हो जाता है और मुझे अकेले Q के कारण यहां E प्राप्त होता है आइए अब इसे थोड़ा और बारीकी से देखें यदि आप इस स्फीयर को फिर से बीच में Q चार्ज रखते हुए बनाते हैं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट D का डायवर्जेंस Dfree के बराबर प्राप्त होता है Dfree और इसके लिए मैं गॉस के नियमGauss's Law का उपयोग करने जा रहा हूं इसलिए मेरे पास केंद्र में एक स्फीयर है जिस पर चार्ज Q है और D का freeके बराबर है चूंकि यहां पर सब कुछ स्फेरिकल सिमिट्रिकहै इसलिए कोई कर्ल नहीं है तो अब मैं बाहर के लिए के लिए गॉस के नियमGauss's Law का उपयोग कर सकता हूं और इससे मुझे D4πr2freedV मिलेगा क्योंकि इस बाहरी स्फीयर की रेडियस r है जो QFreeके बराबर है और यही मेरा Q है और इसलिए D4πr2freedVQ प्राप्त होता है अतः D Q4πr2कि बराबर मिलता है D 4 pi r वर्ग के ऊपर Q हो जाता है E DK0 होगा जो कि Q4π0r2 के बराबर होने वाला है क्योंकि बाहर K1 है और इसकी दिशा जाहिर है इस स्फीयर में रेडियल डायरेक्शन में होगी Dfree D4πr2freedV DQ4πr2 EDK0Q4π0r2 K1 outside तो यह वही उत्तर है जैसा हमने पहले यह कहकर अनुमान लगाया था कि सरफेस और पॉइंट बाउंड चार्ज को शामिल करते हुए नेट बाउंड चार्ज शून्य होता है अंदर DInsde कितना है अंदर DInsde अभी भी वही Q4πr2 है क्योंकि अगर मैं इस अंदर की सरफेस को गॉसियन सरफेस लेता हूं तो यह DInsde मुझे प्राप्त होता है लेकिन अब E अलग होने जा रहा है और मुझे लिखने दें किr दिशा में E वेक्टर अबQ4π0Kr2r होने वाला है DinsideQ4πr2 ErQ4π0Kr2r तो EInside Q4π0Kr2 है और EOutside Q4π0Kr2है जो रेडियल दिशा में है तो ध्यान दें कि जैसे ही आप सरफेस को पार करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परिमाण में अचानक परिवर्तन होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर एक सरफेस चार्ज है जब भी कोई सरफेस चार्ज होता है मान लीजिए यहाँ एक सरफेस चार्ज सिग्मा है तो गॉस के नियमGauss's Law के अनुसार बाहर की ओर फील्ड 20तथा अंदर की ओर फील्ड 20 देता है और इसलिए अंदर का फील्ड थोड़ा कम होता है जबकि बाहर का फील्ड अंदर के फील्ड से थोड़ा अधिक होता है और यह पोलराइजेशन का प्रभाव है पोटेंशियल V क्या है याद रखें हमने कहा है कि पोटेंशियल हर जगह समान होना चाहिए क्योंकि इसकी व्याख्या किए गए कार्य के रूप में होती है मैं इसे एक अभ्यास के रूप में छोड़ रहा हूं और इसे आपको पूरा करने के लिए असाइनमेंट में दूंगा कहने की जरूरत नहीं है चूंकि अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा अंतर होता है इसलिए सरफेस पर पोटेंशियल का स्लोप डिस्कंटीन्यूअस होता है डाइलेक्ट्रिक्स के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड के उदाहरणों को जारी रखते हुए आइए हम अगला उदाहरण लेते हैं जिसमें मैंने यूनिफॉर्म फील्ड मैं एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्फीयर लिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K या ससेप्टबिलटी e है और अब मैं पूछता हूं कि क्या होगा आइए पहले तुलना करें कि क्या होता यदि यह एक मैटेलिक स्फीयरहोता मान लीजिए कि यह एक मैटेलिक स्फीयर है एक मैटेलिक स्फीयर में क्योंकि वह एक कंडक्टर होता है और इसलिए अंदर का फील्ड शून्य होगा तो अंदर E शून्य होगा और सतह पर E हमेशा लंबवत होगा और बहुत दूरी पर इस फील्ड का प्रभाव हल्का पड़ जाएगा और इसलिए मेरे पास अप्लाइड फील्ड के समान फील्ड होना चाहिए तो मैं मैटेलिक स्फीयर में यही उम्मीद करूंगा और यहां पर फील्ड कुछ इस तरह होगा डाइइलेक्ट्रिक में क्या होगा डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा प्रवेश होता है क्योंकि यहां कोई फ्री चार्ज नहीं हैं केवल बाउंड चार्ज हैं इसलिए हालांकि समग्र तस्वीर समान दिख सकती है लेकिन परिमाण अलग अलग होंगे इसके अलावा हमने बाउंड्री कंडीशन में देखा कि यहां E पेरलेल तथा कन्टिन्यूअस है जबकि कंडक्टिंग स्फीयर में E पेरलेल नहीं है तो आइए देखें कि हम इस समस्या को कैसे हल करते हैं इस को हल करने के कई तरीके हैं हम सबसे सरल संभव तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आइए हम इस E0 फील्ड को लें और हम यह उम्मीद करते हैं कि यह E0 एक पोलराइजेशन P उत्पन्न करता है आइए हम इसे P1 कहते हैं क्योंकि मैं क्रमबद्ध तरीके से काम करने जा रहा हूं यह P1 क्या करेगा P1 इस तरफ पॉजिटिव सरफेस चार्ज उत्पन्न करेगा साथ ही दूसरी तरफ यह नेगेटिव होगा अब क्योंकि P एक नियतांक जो यहां पर P1 है और P1e0E1द्वारा दिया जाएगा और यह z दिशा में स्थिर है तो मैं किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन की उम्मीद कर सकता हूं मैं इस तरफ फील्ड पर यह डिसटीब्यूशन सरफेस चार्ज cos प्रकार के होने की उम्मीद करता हूं और आपको याद होगा कि cos मुझे एक ऐसा फील्ड देता है जो इस स्फीयर के अंदर एकसमान होगा जबकि इसके बाहर एक डाइपोल फील्ड जैसा होगा मैं अभी बाहरी फील्ड के बारे में इतना चिंतित नहीं हूं जितना अंदर के लिए हो याद रखिए अंदर का अप्लाइड फील्ड E0है तो आप देखते हैं कि इस हरे रंग द्वारा दर्शाए गए फील्ड जोकि इस cos के कारण द्वारा उत्पन्न हुआ है अंदर का फील्ड थोड़ा सा कम हो जाएगा जबकि मेटल्स या कंडक्टरों के लिए यह शून्य हो जाता है लेकिन यहां यह कम हो जाता है E क्या है यह E फिर से एक P2को जन्म देगा जोकि e0E2है जो मुझे फिरसे इस स्फीयर के बाईं ओर पॉजिटिव चार्ज और दाहिनी ओर नेगेटिव चार्ज देगा और इसी तरह यह चलता रहेगा मैं इस समस्या को इटरेटिव मेथड के द्वारा हल कर सकता हूं या शुरुआत से ही मान कर चल सकता हूं कि अप्लाइड फील्ड E0के कारण उसी दिशा में इस स्पीयर पर एक नेट पोलराइजेशन उत्पन्न करता है जो P है तो यह एक P उत्पन्न करता है जो कुछ P0 cosजैसा है आइए समझने या गणित को आसान बनाने के लिए इस दिशा को हम z दिशा लेते हैं इससे परिस्थितियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अतः EP0 cos z अब आप देख सकते हैं कि यह P n को पैदा करेगा जो कि Pcos के अलावा और कुछ नहीं है तो अब मेरे पास इस तरफ यह पॉजिटिव चार्ज है जो कि Pcos है और दूसरी तरफ संगत नेगेटिव चार्ज है और यह इस पूरे नेट फील्ड को उत्पन्न करता है तो अब तक क्या हुआ है कि जब मैंने इस स्फीयर को इस फील्ड E0 में रखा यह E0यहां पर अंदर इस दिशा में है जबकि इसके विपरीत दिशा में एक और फील्ड है जो P30है यह काम हम पहले ही कर चुके हैं तो नेट E EetE0 P30 हो जाएगा है अब याद रखें कि P क्या है P e0Enet के बराबर है तो यह Enet है अतः जो भी Enetका अंतिम मान यहां प्राप्त होता है उसकाe0से गुणा P देता है इस प्रकार हमारे पास Enetहै और यह सब एक ही दिशा में है EnetE0 P30 Pe0Enet तो मैं सभी के शीर्ष पर एक वेक्टर नहीं डाल रहा हूं इसलिए हम लिख सकते हैं EnetE0 e3Enetजो देता हैEnet3E03e अथवा Enet3E03e3K2E0 प्राप्त होता है तो अंदर का फील्ड अभी भी उसी दिशा में है लेकिन मात्रा में कम हो जाता है आप आसानी से देख सकते हैं कि यदिK1है अर्थात डाइलेक्ट्रिक स्पीयर के अनुपस्थित में EnetE0अर्थात Enet E0 के समान होता है जोकि एक विशिष्ट परिस्थिति है EnetE0 P30 Pe0Enet EnetE0 e3Enet Enet3E03e3K2E0 When K1 EnetE0 तो हमने जो पाया है वह यह है कि जब इस स्फीयर को E0फील्ड मैं रखा जाता है तो अंदर का फील्ड 3K2E0हो जाता है अंदर के पोलराइजेशन के बारे में क्या किसी बिंदु पर पोलराइजेशन उस बिंदु के e0E के बराबर होगा और इसलिए हमें e03K2E0zप्राप्त होता है जो कि 3eK20E0z के बराबर है यह P अथवा पोलराइजेशन है Pe0Ee03K2E0z3eK20E0z और इसलिए बाहर का फील्ड 0E0z तथा डाइपोल मोमन्ट के कारण स्फीयर का फील्ड का योग होता है डाइपोल मोमन्ट क्या होगा डाइपोल मोमन्ट p 4π3R3P के बराबर होगा जो कि z दिशा में 4π33eK20E0z है p4π3R3P4π33eK20E0z आप उस फील्ड को जोड़ दें और अंतिम तस्वीर जो सामने आती है वह यह है कि यह अंदर का फील्ड है और बाहर का फील्ड कुछ इस प्रकार का बनने जा रहा है क्योंकि यह डाइपोल फील्ड है जिसे अप्लाइड फील्ड में जोड़ा जा रहा है तो यह एक तरीका है जिससे हमने समस्या को हल किया है मैं इसे आपके लिए यह जांचने के लिए छोड़ दूंगा कि बाउंड्री कंडीशन DतथाE कंटीन्यूअस है मैं इसका अगला उदाहरण लेने जा रहा हूं मान लीजिए कि मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और मैंने इसके सामने एक चार्ज q को d दूरी पर रखा है डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड का क्या होता है याद रखें कि मेरे बाईं ओर रखी हुई मैटेलिक स्लैब के अंदर कोई फील्ड नहीं होता है लेकिन डाइलेक्ट्रिक के लिए फील्ड अंदर प्रवेश करता है और हम गणना करना चाहते हैं कि यह फील्ड कितना है इसे हल करने का एक मानक तरीका यह है कि आप इस q से समान दूरी d पर अंदर की तरफ एक अन्य चार्ज q1ले और फिर फील्ड की गणना करें और विभिन्न बाउंड्री कंडीशन को संतुष्ट करें परंतु हम यहां पर इसे थोड़ा अलग तरीके से करने जा रहे हैं हम जो हम जो बताना चाह रहे हैं वह यह है कि सममिति द्वारा यह आवेश एक सिग्मा उत्पन्न करता है जो केवल प्लेन को मिलाने वाली लाइन और उस पॉइंट से दूरी r पर निर्भर करता है अब यह क्या करेगा यह यहाँ से मुझे इस दिशा में 20और इसके विपरीत दिशा में 20 एक फील्ड देगा और बाउंड्री कंडीशन यह होनी चाहिए कि अंदर की सतह का D बाहर की सतह के Dजैसा होना चाहिए और हम इसका उपयोग सिग्मा खोजने के लिए करेंगे आइए हम ऐसा करें तो अगर मैं इस सरफेस को लेता हूं तो यह d है यह r दूरी पर q है और यहां पर है माना कि दाहिनी ओर बाहर का है तथा बाएं ओर अंदर का है क्योंकि यह q इस दिशा में एक फील्ड देता है इसलिए इस फील्ड का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट Eoutside 14π0qr2d2dr2d2 होगा जिसे 14π0qdr2d232 लिखा जा सकता है Eoutside और Einside एकसमान है Eoutsideperpendicular14π0qr2d2dr2d214π0qdr2d232 जैसा कि मैंने पहले कहा था यह मुझे दाहिनी ओर 20और 20बाएं ओर जाता हुआ एक फील्ड देता है अब यदि मैं इस शर्त को लागू करता हूं कि दोनों ओर D समान है और इसलिए DperpinsideKEinside तथाDperpoutsideEoutsideहोगा क्योंकि बाहर K 1 है तो यह Dperpinside 14π0qdr2d232 r20K प्राप्त होगा और दाहिने तरफ Dperpoutside 14π0qdr2d232r20Kप्राप्त होगा DperpinsideKEinside 14π0qdr2d232 r20K DperpoutsideKEoutside 14π0qdr2d232r20K आइए अब हम बीजगणित की मदद लेते हैं इस सिग्मा को इस तरफ लाते हैं और इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं और आपको 20K1 प्राप्त होगा जिसके बराबर 14π0qdr2d232मिलता है और इसलिए अब यह 20 20के साथ कैंसिल होकर 2 मिलता है यहां आपके पास K112qdr2d232 बच जाता है जिसको e2e12πqdr2d232 लिखा जा सकता है क्योंकि K1eहोता है 20K1 14π0qdr2d232 r K 1K112πqdr2d232 e2e12πqdr2d232 यदि आपको याद है कि यह ठीक उसी रूप का है जिस प्रकार का हमने मैटेलिक सरफेस पर डिस्ट्रिब्यटड इमेज चार्ज के लिए प्राप्त किया था सिवाय इसके कि अब चार्ज फैक्टर e2eसे कम हो गया है तो इस समस्या को इमेज चार्ज का उपयोग करके इस समस्या को हल किया जा सकता था मैं चाहता हूं कि "डायलेक्टिक के पीछे इमेज चार्ज क्या होना चाहिए" को एक असाइनमेंट समस्या के रूप आप इसे भेजें